आपका पुनः स्वागत है ओर यह व्याख्यान संख्या 48 है ओर आज हम आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस की प्रॉपर्टीस को पढ़ेगे आइगनवेल्यूस ओर आइगनवेक्टरस की प्रॉपर्टीस मानते है की 𝜆 A की आइगनवेल्यू है तथा x इसके करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर है तब 𝛼A की आइगनवेल्यू 𝛼𝜆 होगी ओर करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर x होगी 𝐴𝑥𝜆𝑥 ⇒𝛼𝐴𝑥𝛼𝜆𝑥 Am की आइगनवेल्यू 𝜆m तथा करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर x होगी किसी पॉज़िटिव इंटीजर m के लिए

अब अगली प्रॉपर्टि मे हम देखते है की लेम्डा 𝜆 स्कूआयर A की आइगनवेल्यू है अब एक स्कूआयर मेट्रिक्स A के करस्पोंडिंग दो आइगनवेक्टरस के लिए दो भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम यहाँ क्या प्रूव करेगे की दो भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस के करस्पोंडिंग दो आइगनवेक्टरस हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते है हम इसको न्यूमेरिकल उदाहरण मे देख चुके है पर यहाँ हम इसे जनरल मेट्रिक्स के लिए थेओरेटिकली प्रूव कर सकते है तो अब हम क्या कन्सिडर करेगे माना की A के दो भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस 𝜆1𝜆2 के करस्पोंडिंग क्रमशः 𝑥1 𝑥2 आइगनवेक्टरस है तब 𝐴𝑥1𝜆1𝑥1 𝐴𝑥2𝜆2𝑥2 कन्सिडर 𝑐1𝑥1𝑐2𝑥20 𝑐12∈ℝ तब 𝑐1𝐴𝑥1𝑐2𝐴𝑥20 ⇒𝑐1𝜆1𝑥1𝑐2𝜆2𝑥20 इसके साथ हमारे पास अब दो इकुवेशनस है अतः x1 तथा x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इस स्थिति मे हम दो भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस को कन्सिडर करते है परंतु हम यहाँ ओर जनरल स्थिति को देख सकते है अधिक आइगनवेल्यूस लेकर यहाँ अभी हम आइगनवेक्टरस 𝑥1x2𝑥𝑟 को हमारे भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस को लेते है तो यह आइगनवेल्यूस 𝜆1 𝜆2 𝜆𝑟 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस है ओर इस स्थिति मे हम सिमिलर तरीके का प्रयोग कर आइगनवेक्टरस को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर सकते है तो हमारे पास यह बहुत अच्छा परिणाम है कि भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टरस लीनियरली इंडिपेंडेंट होते है तो एक अन्य परिणाम है जिसके अनुसार यदि आइगनवेल्यू 𝜆 के करस्पोंडिंग x A का आइगनवेक्टर है तब kx भी उसी आइगनवेल्यू 𝜆 के करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर होगा ओर आइगनवेक्टर की स्थिति मे भी हमने देखा की इसको किसी कोंस्टेंट से मल्टीप्लाय करने पर वह भी आइगनवेक्टर होता है ओर यही हम यहाँ देखेगे ओर यही है जिसे हम देखेगे ओर थेओरेटिकली यह किसी भी मेट्रिक्स के लिए सत्य है तो यहाँ Ax 𝜆x एक रेलेशन हैतो यह हमे बताता है की 𝜆 एक आइगनवेल्यू है तथा इसके करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर x है ओर फिर यह k टाइम तो हम इकुवेशन के दोनों तरफ k से मल्टिपलाय करने पर हमे ⇒𝑘𝐴𝑥𝑘𝜆𝑥 मिलता है तथा तब हम इसे A𝜆 की तरह कम्बाइन कर सकते है तो हमारे पास यह रेलेशन है की A कोई वेक्टर 𝜆 के साथ उसी वेक्टर के बराबर होता है जिससे हमे पता चलता है की यह kx भी आइगनवेक्टर है यदि x आइगनवेक्टर है तो k टाइम्स x भी आइगनवेक्टर होता है किसी नॉनज़ीरो स्केलर k के लिए यहाँ यदि x A का एक आइगनवेक्टर है तो x एक से अधिक आइगनवेल्यू से करस्पोंड नहीं कर सकता तो यह एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम है की आइगनवेक्टर युनीक होते है तो यदि मानते है की लेम्डा 𝜆 के करस्पोंडिंग आपके पास आइगनवेक्टर है तो यह x किसी ओर के करस्पोंडिंग नहीं हो सकता तो यह इस तरह से युनीक है तो यदि हम किसी दी गई मेट्रिक्स के लिए मानते है की हमारे पास है 𝐴𝑥𝜆1𝑥 𝐴𝑥𝜆2𝑥 ⇒𝜆1𝑥𝜆2𝑥 ⇒𝜆1−𝜆2𝑥0 ⇒𝜆1𝜆2 since 𝑥≠0 तो यह दोनों आइगनवेल्यूस समान होनी चाहिए आपके पास एक आइगनवेक्टर के करस्पोंडिंग दो भिन्न भिन्न आइगनवेल्यूस नहीं हो सकती के लिए 𝜆 k आइगनवेल्यू होगा तथा करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर x है 𝐴𝑥𝜆𝑥 ⇒𝐴𝑥−𝑘𝐼𝑥𝜆𝑥−𝑘𝑥 ⇒𝐴−𝑘𝐼𝑥𝜆−𝑘𝑥 तो यह एक ओर अन्य परिणाम है की यदि हमारे पास नई मेट्रिक्स A kI है तब हमे इसकी आइगनवेल्यूस का पता A की आइगनवेल्यूस से चल जाता है ओर यह A 1 भी पुनः महत्वपूर्ण है यदि यह एक्जिस्ट करता हो केवल तभी हम इस परिणाम की बात कर सकते है तो किसी मेट्रिक्स के यदि A 1 एक्जिस्ट करता है तब यहाँ यह A 1 का आइगनवेल्यू या आइगनवेल्यूस 1 𝜆 होगी 𝐴 1 यदि एक्जिस्ट करे की आइगनवेल्यू 1𝜆 होगी तथा करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर x होगी तो A तथा AT के आइगनवेल्यूस समान होगे A तथा AT के समान आइगनवेल्यूस होगे तथा इसे आसानी से देखा जा सकता है क्योकि A 𝜆I का डिटर्मिनेंट अर्थात केरेक्ट्रीस्टिक इकुवेशन जो हमे आइगनवेल्यूस प्रदान करता है तो यहाँ परिणाम है की A तथा AT के समान आइगनवेल्यू होगे तो यह एक ओर महत्वपूर्ण परिणाम है जिसे हम आसानी से इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टि की मदद से ज्ञात कर सकते हैं अगली थ्योरम यहाँ केरेक्ट्रीस्टिक रूट्स मेरा अर्थ है आइगनवेल्यूस जिनहे हम केरेक्ट्रीस्टिक रूट्स भी कहते है तो हेर्मिटीयन मेट्रिक्स के आइगनवेल्यूस रियल होते है तो हेर्मिटीयन मेट्रिक्स क्या होती है हम जानते है की यदि AA तो A हेर्मिटीयन होती है अर्थात कोंजुगेट ट्रांसपोसे A इसका अर्थ है की हम मेट्रिक्स A के ट्रांसपोसे तथा साथ मे कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट की बात कर रहे है तो यह कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट का ट्रांसपोसे A के बराबर होता है तब इस A को हम हेर्मिटीयन मेट्रिक्स कहते है तो यह किस तरह का परिणाम है की हेर्मिटीयन मेट्रिक्स के रूट्स रियल होते है क्योकि हमने यह भी देखा है की किसी मेट्रिक्स की सारी एंट्रीस रियल होने पर भी केरेक्ट्रीस्टिक रूट्स कॉम्प्लेक्स संख्याएँ हो सकते है जैसा की हमने पिछले व्याख्यान मे एक 2×2 के बहुत सरल मेट्रिक्स के उदाहरण मे देखा था जिसकी सभी एंट्रीस रियल थी ओर इसके केरेक्ट्रीस्टिक पोलीनोमीयल या केरेक्ट्रीस्टिक रूट्स आइगनवेल्यूस नॉन रियल अर्थात कॉम्प्लेक्स थी तो यहाँ हेर्मिटीयन मेट्रिक्स के लिए हमारे पास कम से कम एक परिणाम है की सभी केरेक्ट्रीस्टिक रूट्स रियल होते है तो यदि A का केरेक्ट्रीस्टिक रूट 𝜆 है तथा करस्पोंडिंग आइगनवेक्टर लेंडा 𝜆 तथा तब हम यह प्रदर्शित करेगे की यह 𝜆 रियल होगा तो हमारे पास Ax 𝜆x है जो आइगनवेल्यू आइगनवेक्टर की प्रॉपर्टि है

तो यहा 𝜆 तथा 𝜆̅ बराबर होने चाहिए क्योकि यह 0 नहीं हो सकता है तो इसे 0 होना चाहिए तो यहाँ हमने देखा की 𝜆 𝜆̅ तथा यही हम देखना चाहते थे की 𝜆's रियल है तो यदि 𝜆 हेर्मिटीयन मेट्रिक्स की आइगनवेल्यू है तब 𝜆 𝜆̅ अर्थात यह रियल होगा यह कॉम्प्लेक्स संख्या नहीं हो सकती तो हम इसी प्रकार एक ओर परिणाम को प्रूव कर सकते है जैसे हमने अभी किया है रियल सीमेट्रिक मेट्रिक्स की आइगनवेल्यूस रियल होती है इसे हम कर सकते है तथा रियल स्क्यू सीमेट्रिक मेट्रिक्स की स्थिति जिसका अर्थ है यहाँ माइनस A तो इसके आइगनवेल्यूस प्यूरली इमेजीनरी होगी तो यह भी रुचिकर है यहाँ की इस तरह की मेट्रिसेस के आइगनवेल्यूस प्यूरली इमेजीनरी या 0 होते है यही दो संभावनाएं है जिसे यदि आप पूर्व मे किए गए प्रूफ से कर सकते है तथा स्क्यू हेर्मिटीयन मेट्रिक्स के आइगनवेल्यूस को तो हेर्मिटीयन मेट्रिसेस के लिए हमने देखा है परंतु अब यहाँ स्क्यू सीमेट्रिक मेट्रिक्स है इसका अर्थ है यह A माइनस A के बराबर है तो इन स्थितियों मे आइगनवेल्यूस प्यूरली इमेजीनरी या 0 होती है तो यह पहले के प्रूफ से ज्ञात होने वाले परिणाम है अब अन्य महत्वपूर्ण परिणाम है की यूनिटरी मेट्रिक्स की आइगनवेल्यूस यूनिट मॉड्यूलस होती है तो इसे भी हम प्रूव कर सकते है की यदि आपके पास यह यूनिटरी मेट्रिक्स है अर्थात AAI इस तरह की मेट्रिक्स को यूनिटरी मेट्रिक्स कहा जाता है तो यदि हमारे पास यूनिटरी मेट्रिक्स है तब हम प्रूव करेगे की आइगनवेल्यूस का मॉड्यूलस 1 होता है अर्थात यदि आप Ax𝜆x को कन्सिडर करे तथा पुनः इसका कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट लेने पर 𝜆x हमे क्या मिलेगा तो हम पुनः इस प्रॉपर्टि का प्रयोग कर सकते है तो तो इसका अर्थ हुआ की इस 𝜆 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है तो यह यूनिटरी मेट्रिक्स की आइगनवेल्यूस का यूनिट मॉड्यूलस है समान परिणामों को हम ओर्थोगोनल मेट्रिसेस पर प्रयोग कर सकते है क्योकि उनके पास भी यह प्रॉपर्टी है की AATI होता है तो ओर्थोगोनल मेट्रिक्स के बारे मे हम सभी कुछ वापस वैसे ही उनही चरणों द्वारा प्रूव कर सकते है तथा साथ ही हम यह भी प्रूव कर सकते है की आइगनवेल्यूस का यूनिट मॉड्यूलस होता है आइगनवेल्यूस की लोकेशन क्या होती है यह हमने पिछली स्लाइड मे देखा था तो यदि आपके पास एक स्क्यू सीमेट्रिक मेट्रिक्स है तो उनकी आइगनवेल्यूस इमेजीनरी प्यूरली इमेजीनरी यहाँ यूनिटरी मेट्रिक्स मे वह इस मॉड्यूलस 1 पर लाई करता है तथा हेर्मिटीयन मेट्रिक्स के लिए या सीमेट्रिक मेट्रिक्स की वैल्यूस रियल एक्सिस पर स्थित है अर्थात वह रियल संख्याएँ है तो यहाँ स्क्यू हेर्मिटीयन है तथा एक्सक्लूसिव मेट्रिक्स समान परिणाम हमारे पास यूनिटरी तथा ओर्थोगोनल के लिए भी है की यह हेर्मिटीयन तथा सीमेट्रिक का यूनिट मॉड्यूलस होता है हमारे पास इनके लिए भी रियल एंट्रीस है इसलिए समान परिणाम होगा कनक्लूसन पर आते है तो हमने मेट्रिक्स के आइगनवेल्यूस तथा आइगनवेक्टरस की बहुत सी प्रॉपर्टीस देखि हमने भिन्न भिन्न प्रकार की मेट्रिसेस कन्सिडर की जहां हम बता सकते है की आइगनवेल्यूस रियल इमेजीनरी या 0 होगी या नहीं तो यहाँ सभी प्रॉपर्टीस मे इस सरल विचार का प्रयोग किया गया है की Ax 𝜆x तथा हमने इस इकुवेशन का प्रयोग कर के इन प्रॉपर्टीस को प्रूव किया ओर अब हम इन्हे बिना न्यूमेरिकल केल्कुलेशनस के सीधे इन प्रॉपर्टीस की सहायता ले सकते है तो यह वह संदर्भ है जिनका हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए प्रयोग किया है ध्यान देने के लिए धन्यवाद